आज हम एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग प्रोसेस के बारे में पड़ेंगे जो की एडवांस्ड एब्रेसिव मशीनिंग प्रोसेस का एक महत्वपूर्ण प्रोसेस है पिछली कक्षाओं में हमने अभी तक एब्रेसिव जेट मशीनिंग के बारे में पढ़ा जहां पर हवा एक वाहक माध्यम थी लेकिन यहां पर पानी वाहक माध्यम है इसलिए इसका नाम एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग प्रोसेस है तो हम यहां पर सबसे पहले एब्रेसिव जेट मशीनिंग का परिचय प्राप्त करेंगे उसके बाद इसके विभिन्न अवयवों के बारे में जानेंगे उसके बाद हम उसका पैरामेट्रिक विश्लेषण करेंगे तथा प्रोसेस की क्षमता उपयोग आदि के बारे में जानेंगे तो यह एब्रेसिव जेट मशीनिंग का उन्नत संस्करण है जहां पर पहले हवा का इस्तेमाल होता था लेकिन हवा के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसका विचलन अधिक होता है जिसकी वजह से हमें करफ की चौड़ाई हमारी इच्छा अनुसार नहीं मिल पाती है और इसी वजह से आपको कुछ स्ट्रे चौड़ाई मिलती है जैसे कि हम स्ट्रे कटिंग कहते हैं तो अच्छी कटिंग प्राप्त करने के लिए हम द्रव का इस्तेमाल करते हैं जोकि सामान्यतः जल होता है जिससे कि हमें एक अच्छा जेट प्राप्त होता है तो हमने यहां देखा कि एब्रेसिव जेट मशीनिंग एक मैटेरियल रिमूवल प्रोसेस है क्योंकि मटेरियल को हटाने का काम एब्रेसिव एक्शन के द्वारा किया जाता है इसलिए इसे मैकेनिकल मैटेरियल रिमूवल प्रोसेस भी कहते हैं और एब्रेसिव पार्टिकल्स हॉल को इरोड करते हैं तथा इसके द्वारा कैविटीज़ का निर्माण होता है तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इस तरह के प्रक्रम सामान्यतः ब्रिटल मैटेरियल के लिए ज्यादा अच्छे होते हैं डक्टाइल मैटेरियल के सापेक्ष क्योंकि डक्टाइल मैटेरियल में ऐसा होने की संभावना है कि एब्रेसिव पार्टिकल उसमें फंस जाएं और इसकी वजह से समस्या उत्पन्न हो सकती है यह प्रोसेस थर्मल तथा केमिकल नहीं है क्योंकि यहां पर कोई भी तापमान उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि यहां पर पानी एक शीतलक की तरह से कार्य करता है साथ ही यहां पर रासायनिक प्रक्रिया भी नहीं होती है क्योंकि पानी एक प्रतिक्रियाशील रसायन नहीं है तथा यह इलेक्ट्रिकल भी नहीं है यह मेटालर्जिकल तथा फिजिकल प्रॉपर्टीज भी परिवर्तित नहीं करता है यह मेटालर्जिकल तथा फिजिकल प्रॉपर्टीज भी परिवर्तित नहीं करता है इसका मतलब यह है कि यदि ग्राहक को होल या कैविटी के यहां यदि मूल पदार्थ ही चाहिए तो भी उसे मिल सकता है क्योंकि यहां पर किसी भी प्रकार का थर्मल रासायनिक और किसी भी प्रकार की प्रक्रिया नहीं होने वाली है जिसकी वजह से ऑपरेटर को मेटालर्जिकल तथा फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई अंतर नहीं मिलता है और इसी वजह से मूल पदार्थ की प्रॉपर्टी ही रहती है जहां पर प्रोडक्ट को या फिर होल को बनाया गया है दूसरे शब्दों में मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि आप एक होल को लेजर बीम मशीन या फिर इलेक्ट्रिक डिसचार्ज मशीन के द्वारा बनाते हैं तो थर्मल प्रभाव की वजह से आपको एक हीटर फैक्टर्स ऑन हीट अफेक्टेड जॉन रीकास्ट लेयर कन्वर्जन लेयर इस तरह की चीजें मिलती है जहां पर माइक्रोस्ट्रक्चर भी अलग अलग होती है तथा मेटालर्जिकल हॉस्पेट से भी अलग होते हैं एड्रेस सेव वाटर जेट मशीनिंग में यह सभी थर्मल प्रभाव नहीं होते हैं जिसकी वजह से इसमें कोई भी मेटालर्जिकल बदलाव नहीं होते हैं इस तरह से हम इंदौर प्रकरणों को आपस में तुलना कर सकते हैं सिद्धांत आया दोनों ही प्रक्रम एब्रेजिव जेट मशीनिंग के समान है सिर्फ यहां पर पानी का वाहक माध्यम की तरह से इस्तेमाल होता है और एब्रेजिव जेट मशीनिंग में गैस का इस्तेमाल होता है यह प्रक्रम कुचालक पदार्थों को तथा ऐसे पदार्थ जिनको मशीन करना मुश्किल है उन्हें जल्दी तथा अधिक दक्षता से काट सकता है इसका मतलब यदि मुझे एक कुचालक पदार्थ को ईडीएम प्रोसेस के द्वारा काटना है तो यह संभव नहीं है साथ ही यदि मुझे किसी ब्रिटल मैटेरियल को काटना है तब भी यह मुश्किल है लेकिन आप एब्रेजिव वाटर जेट मशीनिंग का इस्तेमाल करके इसे आसानी से काट सकते हैं एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग कुछ इस तरह से दिखाई देती है मशीनिंग क्षेत्र में एक एब्रेसिव पोर्ट होगा इसका मतलब एब्रेसिव यहां पर फीड किए जाएंगे और अधिक प्रेशर पर पानी इस जगह से भरा जाएगा और दोनों मिक्स होंगे और छिद्र से बाहर निकलेंगे छिद्र से अधिक वेग पर पानी का जेट निकलता है और एब्रेसिव उसके साथ मिलकर मिक्सिंग ट्यूब में से बाहर निकलते हैं तो इसे हम एब्रेसिव वाटर जेट कहते हैं जो कि वर्कपीस से टकराने वाला है तो इसका इस्तेमाल नॉन मेटल्सको मशीन करने के लिए किया जाता है जैसे कि सेरेमिक मैटेरियल्स मेटल जैसे कि कॉपर तथा एलुमिनियम को हम सामान्यतः इसके द्वारा नहीं करते हैं क्योंकि यह बहुत ही नरम मटेरियल है लेकिन क्योंकि यह चालक पदार्थ है तो यदि आप ईडीएम से करेंगे तो हीट अफेक्टेड जोन प्रीकास्ट लेयर आदि बनने की संभावना है तो इसलिए ईडीएम एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग से बेहतर है यदि आपकी जरूरत थोड़ा बहुत मेट्रोलॉजिकल चेंज करने की है तो अन्यथा आप इस प्रक्रम का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग मैं एब्रेसिव पार्टिकल के नरम मटेरियल में फंसने की संभावना रहती है इसलिए सामान्यतः आप ड्रिलिंग कटिंग तथा डीबरिंग ऑपरेशन कर सकते हैं आप किसी भी तरह के मटेरियल को काट सकते हैं एज क्वालिटी बहुत अच्छी होती है इसे रीमोटली कंट्रोल कर सकता है एब्रेसिव को रिसाइकल किया जा सकता है जो कि एब्रेजिव जेट मशीनिंग में संभव नहीं था एब्रेसिव पार्टिकल फैक्चर होते हैं जो कि इस प्रक्रम में भी होता है साथ ही यह भी संभावना है कि वर्कपीस का मटेरियल एब्रेसिव पार्टिकल के साथ चिपक कर उसे कमजोर कर सकता है लेकिन यहां पर आपके पास एक वाहक माध्यम पानी के रूप में है जिसमें की ठंडा करने की क्षमता तथा स्नेहक क्षमता है जिसकी वजह से वर्कपीस की चिप का एब्रेसिव पार्टिकल पर चिपकना कम हो जाता है और इसी वजह से आप एब्रेजिव पार्टिकल को फिर से रिसाइकल करके एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं मटेरियल हटाने की क्रिया विधि तो जैसा कि आप यहां देख रहे हैं ऐसा ही चित्र आपने पिछले पाठ में भी देखा था जहां पर एब्रेजिव पार्टिकल वर्कपीस को हिट करते हैं तो यह आपका मशीनिंग क्षेत्र है तो यहां पर क्या होगा आपका जेट कुछ इस तरह से आ रहा है और यह आपका एब्रेजिव पार्टिकल है और यह आपका वाहक माध्यम पानी है तो आपके पास कई सारे बल है जैसे कि Fz जो कि इस दिशा में है Fy जो की एब्रेजिव पार्टिकल को इस दिशा में ले जाता है तो इसकी वजह से क्या होगा अगर आप यहां देखें तो यह वर्कपीस की सतह है और इस पर Fz लगा है तथा Fy पेनिट्रेशन के लिए जिम्मेदार है तथा Fx मटेरियल को हटाने के लिए जिम्मेदार है यहां पर आप सामान्यत यह मान सकते हैं कि Fy इंडेंट कर रहा है तथा Fx वाहक माध्यम की दिशा में गति कर रहा है इसका मतलब Fy एक रेडियल फोर्स है तथा Fx एक्सियल फोर्स है इसका मतलब यह है कि यदि यह पानी की दिशा में टकराता है तो इसका मतलब यह एक्सियल डायरेक्शन है इसीलिए Fx को एक्सियल फोर्स कहते हैं और यदि यह एक्सियल डायरेक्शन के लंबवत है तो इसे रेडियल डायरेक्शन कहते हैं तो रेडियल डायरेक्शन सरफेस को इंडेंट करने का प्रयास करती है तथा एक्सियल डायरेक्शन सरफेस को वाहक माध्यम की दिशा में ले जाती है तो इसकी वजह से जब एब्रेसिव पार्टिकल्स सतह से टकराते हैं तो Fx इसको इस दिशा में ले जाने का प्रयास करता है तथा Fy इसको इस दिशा में ले जाने का प्रयास करता है तो इन दोनों की वजह से चिप सरफेस से माइक्रोचिप के फॉर्म में बाहर निकल जाती है एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग को समझने के लिए एक चलते हुए कैमरा द्वारा दृश्य परीक्षा की जाती है जिसमें की वर्कपीस को नोजल के ऊपर झुकाया जाता है तथा कटिंग की जाती है तो इस प्रकार से मटीरियल के हटने के दो तरीके प्राप्त होते हैं पहला जिसमें कटिंग होती है और दूसरा जिसमें कि डिफॉर्मेशन होता है कटिंग हमेशा कम एंगल पर देखी जाती है तथा डिफॉर्मेशन अधिक एंगल पर देखने को मिलता है पेनिट्रेशन की दर तथा कट की गहराई समय पर निर्भर करते हैं यदि बाकी सभी पैरामीटर्स को स्थिर रखा जाए तो आप इसे देख सकते हैं तो लोगों ने परस्पेक्स का इस्तेमाल किया यह एक पारदर्शक पॉलीमर मैटेरियल होता है इस पर उन्होंने एब्रेसिव जेट को टकराया और उसे देखा तो जैसे ही यह पेनिट्रेशन करता है इसकी एनर्जी कम होती है और यह बाहर जाने का प्रयास करता है तो इस वजह से यहां पर इंटरमिक्सिंग होती है तो इस वजह से कुछ एब्रेसिव से उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और कुछ की कम हो जाती है क्योंकि वह पहले से ही स्थिर थे इस वजह से इस तरह का पाथ दिखाई देता है यही चीज आपको यहां पर भी देखने को मिलेगी जिसकी वजह जेट ड्रैग तथा जेट करफ है तो जैसे एब्रेसिव से मटेरियल में आगे बढ़ता है तो जेट का निचला हिस्सा ऊपरी हिस्से को पीछे की तरफ खींचता है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है तो यहां एक जेट है यह ऊपरी हिस्सा है और यह निकला हिस्सा है तो जैसे ही जेट करफ करफ का मतलब बनाए हुए कट की मोटाई है तो यह मोटाई और कुछ नहीं बल्कि करफ है तो हम कितनी मोटाई का स्प्लिट बना रहे हैं इसको आसानी से समझने के लिए माना कि मेरे पास एक सतह है और जिससे मुझे एक चैनल बनाना है तो मुझे इस मेटल सर्फेस से एक चैनल बनाना है और यह माइक्रोचैनल और कुछ नहीं बल्कि करफ है हार्ड तथा पतले मैटेरियल्स के लिए यह बहुत ही कम होती है अतः करफ के मोटाई भी बहुत ही कम होती है तो आप यहां पर मटेरियल को हटाने की क्रिया विधि देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी बताया जहां हमने दृश्य देखा था तो यह जेट जो कि सरफेस पर टकरा रहा है और यह पानी के ट्रैक को फॉलो कर रहा है अधिक ऊंचाई पर इसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है और जैसे जैसे यह नीचे जाता है तो इसकी वेलोसिटी कम हो जाती है तो कटिंग सरफेस का ख्याल एब्रेसिव पार्टिकल्स के द्वारा रखा जाता है एब्रेसिव पार्टिकल्स पानी से ऊर्जा प्राप्त करते हैं कभी कभी कुछ लोग किसी दूसरी तरह का ऑयल भी इस्तेमाल करते हैं तो यदि आप में से कुछ लोग रिसर्च के बारे में सोच रहे हैं तो आप ऑयल को मिक्स करके या ब्लेंड करके इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप यहां देख सकते हैं कि जो भी हीटिंग हो रही है वह वर्कपीस पर हो रही है इसी तरह से आप पार्टिकल तथा ट्रेजक्ट्री के लिए भी देख सकते हैं तो आप यहां पर वही होता हुआ देख सकते हैं यदि आपके पास उर्जा को संग्रहित करने की क्षमता है या फिर आप कोई अन्य जेट का इस्तेमाल कर रहे हैं आप शुरुआत में बहुत ही कम ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं यह कुछ इस तरह से जाएगा लेकिन यदि आप इसे थोड़ा सा एंगुलर मूवमेंट देते हैं तो यह इस तरह से जाएगा तो यहां पर आप जेट के पार करने की दिशा को देख रहे हैं और जैसे जैसे या आगे बढ़ता है तो समय के साथ यह बढ़ता जाता है और कटिंग होती जाती है तो जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि मेकैनिज्म अंदर तक जा चुकी है पानी के जेट की तथा एब्रेसिव की मिक्सिंग मिक्सिंग ट्यूब में होती है तो मिक्सिंग ट्यूब में दोनों मिलकर एक सस्पेंशन बनाते हैं तथा साथ ही एब्रेसिवकी वेलोसिटी बढ़ जाती है क्योंकि पानी बहुत ही हाई वेलोसिटी से आता है और एब्रेसिव फीडर से निकलने वाले एब्रेसिवकी स्पीड बहुत ही कम होती है जबकि पानी का प्रेशर और वेलोसिटी दोनों ही बहुत ज्यादा होते हैं एब्रेसिव की फीडिंग में जो प्रेशर होता है वह गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही होता है तो इस प्रेशर मैं अंतर की वजह से मिक्सिंग मिक्सिंग चेंबर में की जाती है तो जब एब्रेसिव वर्कपीस की सतह पर टकराता है तो उसकी गतिज ऊर्जा स्थानांतरित होती है और मटेरियल हट जाता है ब्रिटल मैटेरियल में यह एक ब्रिटल फैक्चर की तरह होता है तथा डक्टाइल मैटेरियल में यह इरोजन या शेयरिंग की तरह होता है हम लगभग 400 मेगा पास्कल प्रेशर का इस्तेमाल करता है जेट की स्पीड लगभग 900 मीटर प्रति सेकंड होती है जो कि बहुत ज्यादा है तो जब भी कभी एब्रेसिव वाटर जेट मशीन चल रही होती है तो हाथ में लिए हुए पंप का सिंबल दर्शाया जाता है तो आपको अपना हाथ नहीं रखना चाहिए नहीं तो यह चला जाएगा तो यह जेट आपकी उंगलियों को काट सकते हैं तो जो लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें अत्यधिक सावधान रहने की जरूरत है तो आपको दरवाजा बंद करके ही इस मशीन को ऑपरेट करना चाहिए अन्यथा खतरा हो सकता है जब भी मशीन चलती है तो यह आसान दिखता है लेकिन अब खतरे को नहीं देख सकते क्योंकि पानी पारदर्शी होता है तो इस वजह से वहां पर दुर्घटना की संभावना रहती है इसलिए आपको अत्यधिक सावधान रहने की जरूरत है और दरवाजे बंद करने के बाद ही मशीन को स्टार्ट करना चाहिए यदि यह CNC द्वारा नियंत्रित होती है तो आप इसे सिमुलेट करके इसका रास्ता देख सकते हैं बिना किसी जेट के तो जब आप दरवाजों को बंद कर देते हैं तो उसके बाद आप इस मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं तो यह ऊपरी हिस्से को कट करता है जो कि इरोजन की वजह से है और साथ ही यह निचले हिस्से को भी कट करता है जो कि डिफॉर्मेशन की वजह से है तो यह कटिंग एक्शन क्षेत्र में होता है और यह एक तरह का आंशिक डिफॉर्मेशन प्रक्रम है तो इसका कार्य करने का सिद्धांत यदि हम देखें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एब्रेसिव यहां पर है और साथ ही एक उच्च दाब पर जेट अत्यधिक वेग से आ रहा है दोनों मिक्सिंग ट्यूब में मिक्स होते हैं और यहां पर एक गार्ड लगा रखा है तो मिक्सिंग ट्यूब की डायमीटर तथा लंबाई एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है मिक्सिंग के बारे में तथा यह किस तरह से वर्कपीस को हिट करेगा तथा मटेरियल को इरोड करेगा तो आप यहां पर मशीन को देख सकते हैं यह एक CNC पैनल है तथा यह एब्रेसिव टैंक है तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अब एब्रेसिव टैंक अधिक ऊंचाई पर रहते हैं ताकि यह गुरुत्वाकर्षण की मदद से चल सके और एक बहुत ही अधिक दाब पर पानी को भेजा जाता है तथा दोनों मिक्स होते हैं और उसके बाद जेट बाहर आता है नोजल के माध्यम से और यह वर्कपीस की सतह से टकराता है तो आप यहां पर एब्रेसिव वाटर जेट के द्वारा एलुमिनियम की कटिंग को देख सकते हैं और देख सकते हैं कि कितना यथार्थता से यह क्षेत्र में कटिंग कर रहा है आप देख सकते हैं कि एक सीधा काट यहां पर लगाया जा रहा है यदि आपको जटिल आकृति कट करनी है तो आप उसे CNC के माध्यम से प्रोग्राम करके कट कर सकते हैं तो यह एब्रेसिव वॉटर जेट मशीनिंग का चित्र है तो यहां पर आपके पास पानी कि सप्लाई है तथा यहां पर मिक्स हो रहा है और साथ में एक फिल्टर भी लगा हुआ है सबसे महत्वपूर्ण भाग जो यहां पर है वह है इंटेंसिफायर यह पानी की वेलोसिटी बढ़ाने के लिए काम में लिया जाता है उसके बाद एक्यूमलेटर उसे इकट्ठा करता है और साथ ही वॉलव के माध्यम से इसे भेजता है तो आपको जो भी प्रेशर चाहिए वहां आप वॉलव के माध्यम से नियंत्रित कर सकते हैं और पानी को प्राप्त कर सकते हैं और यदि मुझे एब्रेसिव पार्टिकल को भी जोड़ना है तो आप उसे नोजल से पहले एब्रेसिव फीडिंग सिस्टम के माध्यम से जोड़ सकते हैं तो यह चित्र आपको वाटर जेट मशीनिंग के बारे में समझाता है लेकिन यदि आप इसे एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग में बदलना चाहते हैं तो आप एब्रेसिव पार्टिकल को जोड़ सकते हैं तो मैं यह कहना चाहता हूं की एब्रेजिव जेट मशीनिंग में आपने देखा कि हवा एक वाहक माध्यम थी और यहां वाटर जेट मशीनिंग में पानी एक वाहक माध्यम है यदि आप दोनों को जोड़ देते हैं तो आपको एब्रेजिव वाटर जेट मशीनिंग मिल जाता है एब्रेजिव जेट मशीनिंग का फायदा यह था कि आपके पास अब एब्रेसिव थे जिससे कि आप कट कर सकते थे लेकिन एकमात्र समस्या यह थी कि वहां पर डायवर्जेंस की वजह से स्ट्रे कटिंग भी साथ में होती थी यदि आप वाटर जेट मशीनिंग को देखे तो इसमें पानी की काटने की क्षमता बहुत ही कम होती है लेकिन इसकी प्रकृति कोहेरेंट होती है तो यदि आप इन दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा तो एब्रेसिव की ऊर्जा और पानी की कोहेरेंट प्रकृति इन दोनों को आप एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं और एक बेहतरीन कार्य प्राप्त कर सकते हैं जोकि एब्रेजिव जेट मशीनिंग तथा वाटर जेट मशीनिंग दोनों के व्यक्तिगत क्षमता से बेहतर होगा इसलिए आप यहां पर वाटर जेट मशीनिंग सिस्टम देख रहे हैं जिसमें कि यदि आप एब्रेसिव पार्टिकल्स को ऐड कर दें तो यह एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग बन जाएगा एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग पंपिंग सिस्टममें निम्नलिखित अवयव होते हैं जैसे कि एब्रेसिव फीडिंग सिस्टम एब्रेजिव जेट नोजल कैचर आदि साथ ही एक पंपिंग सिस्टम भी होता है जो सामान्यतः 415 मेगापास्कल प्रेशर देता है और इसमें 75 HP की मोटर लगी रहती है पंपिंग सिस्टम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिस्टम है जोकि पानी का प्रेशर बढ़ाने के लिए काम आता है आप यहां पर पानी को स्त्रोत से लेते हैं और उसे पंप के द्वारा प्रेशराइज्ड करते हैं तो फिर यह इंटेंसिफायर से एक्यूमलेटर में जाता है जहां आप इसे रख सकते हैं उसके बाद इस अधिक प्रेशर वाले पानी को नोजल में भेजा जाता है नोजल में जाने से पहले यह क्या एब्रेसिव फीडिंग सिस्टम लगा रहता है जिससे कि आप एब्रेसिव को इस अधिक प्रेशर वाली वाले पानी के साथ मिक्स करके भेज सकते हैं तो यहां पर इंटेंसिफायर का मुख्य मकसद पानी की वेलोसिटी को बढ़ाना है तथा प्रेशर को बढ़ाना है ताकि यह वर्कपीस की सतह पर टकरा सके एब्रेसिव वाटर जेट सिस्टम का दूसरा अवयव एब्रेसिव फीडिंग सिस्टम होता है तथा यह सूखे एब्रेसिव पार्टिकल प्रदान करता है तथा फ्लो रेट को कंट्रोल करने के लिए औरफिश डायमीटर सक्शन मिक्सिंग ट्यूब होते हैं तो आपने जैसा कि पिछली स्लाइड में भी देखा आपके पास एक मिक्सिंग ट्यूब होती है जो की जरूरत के हिसाब से खींच लेती है यदि आप इसे नियंत्रित नहीं करते हो तो यह गुरुत्वाकर्षण और दाब में अंतर की वजह से अपने आप हो जाता है तो इस तरह से यह क्रियाविधि कार्य करती है इसके अलावा और भी क्रियाविधि हैं जैसे कि और औरफिश की डायमीटर को कंट्रोल करना आदि यह एब्रेसिव को अधिक दूरी तक नहीं पहुंचा सकते क्योंकि उसकी वजह से ट्यूब में प्रेशर लॉस होगा तो इसके लिए आपको उसे स्लरी की फॉर्म में भेजना होगा वाटर जेट नोजल की डायमीटर 75 से 635 माइक्रोंस तक होती है और जैसा कि मैंने अब एब्रेसिव जेट मशीनिंग में भी बताया था कि नोजल की अधिक जिंदगी के लिए आप सफायर नोजल का इस्तेमाल कर सकते हैं तो यह एक एब्रेसिव नोजल है या एब्रेसिव जेट नोजल है नोजल का कार्य एब्रेसिव तथा पानी की मिक्सिंग को करना है तो यहां पर एक तरफ से एब्रेसिव आ रहा है और दूसरी तरफ से कंप्रेस्ड वाटर आ रहा है दोनों यहां पर क्षेत्र में मिक्स हो रहे हैं जिसे की हरे रंग से दिखाया गया है और उसके बाद यह सतह से टकराते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यह एक एब्रेसिव फीडिंग सिस्टम है वाटर फीडिंग सिस्टम है और दोनों से यहां पर इस क्षेत्र में मिक्सिंग हो रही है और उसके बाद यह वर्कपीस पर टकरा रहे हैं एब्रेसिव को मिक्स करना इसका एक कार्य है तथा अधिक वेलोसिटी का जेट बनाना एब्रेजिव जेट नोजल का दूसरा कार्य है मटेरियल के लिए हम टंगस्टन कार्बाईड का इस्तेमाल कर सकते हैं बोरोन कार्बाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सफायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो यदि आपको 300 घंटे की जिंदगी चाहिए तो आपको सफायर का इस्तेमाल करना चाहिए और अगर आपको 30 से 25 घंटे के लिए इस्तेमाल करना है तो आप टंगस्टन कार्बाईड के नोजल का इस्तेमाल कर सकते हैं तो यहां पर हम नोजल को देख सकते हैं और इसका स्कीमेटिक डायग्राम तथा वास्तविकता में यह किस प्रकार के लगते हैं वह देख सकते हैं तो यह आपको अधिक समझाने के लिए है तो यह एक स्कीमेटिक है जहां पर यह पानी का चेंबर है और यहां से एब्रेसिव फीड किए जाते हैं और यहां से पानी अत्यधिक प्रेशर से आता है तो इस प्रकार से एब्रेसिव वाटर जेट एब्रेसिव जेट नोजल के माध्यम से बाहर निकलता है और भी कई प्रकार के नोजल होते हैं जहां पर आप स्टैंड ऑफ डिस्टेंस को परिवर्तित कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एब्रेसिव को फीड किया जाता है कुछ जगह पर यहां से एब्रेसिव को फीड किया जाता है और कुछ जगह पर लम्बवत तरीके से फीड किया जाता है तो कई प्रकार के जेट हो सकते हैं तो आपके पास मल्टीपल एब्रेसिव जेट हो सकते हैं और आपके पास वाटर जेट हो सकते हैं तो इस तरह से आप अपनी जरूरत के हिसाब से निर्धारित कर सकते हैं कि आपको परपेंडिकुलर जाना है या फिर किसी एंगल पर जाना है और इसकी स्टडी करना अच्छी बात हो सकती है फीड कैसे किया जाए तो माना कि मेरा पानी इस तरह से एंगल पर आ रहा है तो मैं अपने एब्रेसिव को किस तरह से फीड करूं यह एक अच्छी स्टडी हो सकती है तो कुछ लोगों ने उस पर स्टडी की होगी तो आप उनके पेपर्स को पढ़ सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं तो यह वाटर जेट आ रहा है और आप किस तरह से ऐसे उसको फीड करते हैं तो यदि आप फ्लो के विपरीत दिशा में फीड करते हैं तो जेट की वेलोसिटी कम हो सकती है लेकिन हो सकता है कि मिक्सिंग अच्छी हो तो इसका मतलब आप मिक्स होने की क्षमता या फिर वेलोसिटी आदि पर कंप्रोमाइज कर सकते हैं तो यदि आपके पास एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग की सुविधा है तो आप एब्रेसिव के फीडिंग एंगल को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं पानी के एंगल के सापेक्ष तो आप अपना परफॉर्मेंस निर्धारित कर सकते हैं कि आपका परफॉर्मेंस सरफेस रफनेस या फिर मटेरियल रिमूवल है या फिर सरफेस मोरफ़ोलॉजी है या फिर और कुछ तो इसके लिए आप आउटपुट रिस्पांस की स्टडी कर सकते हैं जिसमें कि आपका एब्रेसिव का किस एंगल से फीड किया जाता है पानी के एंगल के सापेक्ष एब्रेसिव वाटर जेट नोजल का अगला अवयव है फीड नोजल इसका मतलब यह है कि पानी यहां से आ रहा है और एब्रेसिव पार्टिकल्स यहां से फीड किए जा रहे हैं तो दोनों क्षेत्र में मिक्स हो रहे हैं और आप देख सकते हैं कि मिक्सिंग हो रही है और यह आगे बढ़ रहा है और एब्रेसिव वाटर जेट कुछ इस तरह से आ रहा है तो यह बनाने में बहुत ही आसान है क्योंकि इसमें एक ट्यूब है और उसके अंदर एक और ट्यूब है तो जहां पर पानी आ रहा है और एब्रेसिव आ रहे हैं और दोनों आपस में मिक्स हो रहे हैं तथा नोजल के बाहरी हिस्से का तेजी से शरण हो रहा है इसका मतलब यदि आपके पास एक नोज़ल है तो इसका बाहरी हिस्सा वेयर आउट हो जाएगा तो पानी और एब्रेसिव पार्टिकल की नॉन ऑप्टिमल मिक्सिंग एक बड़ी चिंता का विषय है दूसरा यहां पर एंगुलर जेट सेंट्रल फीड नोजल है तो आप यहां पर अगर देख सके तो यहां पर एब्रेसिव सेंटर से आ रहे हैं पिछले वाले नोजल में आपने देखा कि पानी सेंटर से आ रहा था और एब्रेसिव साइड से आ रहे थे तो यहां पर एब्रेसिव सेंटर से आ रहे हैं और पानी बाहर से आ रहा है और उसके बाद दोनों मिक्स हो रहे हैं और उसके बाद एब्रेसिव इस तरह से आ रहा है तो यहां पर अब एब्रेसिव व वाटर की अच्छी मिक्सिंग होगी पहले वाले नोजल के मुकाबले और यह मिक्सिंग नोजल के बाहर की तरफ होती है तो यह मिक्सिंग बेहतर है लेकिन साथ ही यहां पर एक समस्या है वह है कि इसमें मशीनिंग की एक्यूरेसी कम हो जाती है यहां पर एब्रेसिव वाटर जेट को स्प्लिट कर देते हैं तो माना कि आपका 1 एमएम डायमीटर का वाटर जेट आ रहा है और यदि आप इस के सेंटर में एब्रेसिव पार्टिकल को फीड करते हैं तो जेट डायवर्स हो जाएगा तो इसी वजह से मशीनिंग एक्यूरेट नहीं हो पाएगी और कट जो है वह थोड़े से जरूरत से ज्यादा चोड़े हो जाएंगे तो यदि मुझे एक माइक्रो चैनल या मिली चैनल चाहिए तो उसकी जगह मुझे थोड़ा सा ज्यादा चौड़ा चैनल मिलेगा माना की आपका 1एमएमके चैनल की जगह 105 एमएम का चैनल मिलेगा यह इस नोजल का नुकसान है तो एक और नोजल सिस्टम है जोकि मल्टीपल जेट सेंट्रल फीड नोजल कहलाता है तो यदि आप यहां देखें तो आपको पानी के कई सारे जेट दिखाई देंगे तो यहां पर जेट आ रहे हैं एक यहां से आ रहा है और एक यहां से आ रहा है तो पिछले वाले में सिर्फ एक ही जेट था लेकिन यहां पर पानी का स्त्रोत एक है और एब्रेसिव सेंटर से ही आ रहे हैं तो यहां पर एब्रेसिव सेंटर वाले फीडिंग सिस्टम में आ रहा है और उसके चारों तरफ से कई सारे वाटर जेट आ रहे हैं तो यहां पर नोजल की लाइफ ज्यादा होगी तथा साथ ही मिक्सिंग भी अच्छी होगी तो यहां का सबसे मुख्य चिंता की बात यह है कि पानी बाहर की तरफ है तो यहां पर सबसे बड़ा फायदा यह है कि पानी नोजल मटेरियल के संपर्क में आता है जबकि एब्रेसिव नहीं आता है हालांकि उसके संभावना है लेकिन सामान्यतः पानी ही नोजल के संपर्क में आता है इस वजह से नोजल की लाइफ बहुत बढ़ जाती है लेकिन इस प्रोसेस में नोजल बहुत ही महंगा होता है तथा बनाने में भी मुश्किल होता है क्योंकि यहां पर आपके पास कई सारे वाटर जेट है तो आपको बहुत सारी माइक्रोमशीनिंग करनी पड़ती है एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग का अगला हिस्सा कैचर कहलाता है तो आप में से कई लोग जानते होंगे कि क्रिकेट में किस तरह से बॉल को कैच किया जाता है तो यहां पर भी आपको जेट को कैच करना होता है क्योंकि जेट और एब्रेसिव बहुत ही तेज गति से आ रहे होते हैं यदि आप इसको अच्छे से नहीं ग्रहण करते हैं तो यह ना सिर्फ वर्कपीस को बल्कि उसके नीचे तक काट सकते हैं तो आपके पास एक वर्कपीस को सिर्फ रखा जाता है और उसके नीचे आपके पास एक कैचर होता है इसका मतलब वहां पर एक वाटर टैंक होगा और जहां पर कुछ बैग होंगे जो कि पानी के वेलोसिटी को अब्सॉर्ब करेंगे और एब्रेसिव पार्टिकल नीचे की तरफ बैठ जाएंगे तो यहां पर नोजल स्थिर है तथा वर्कपीस मूव कर रहा है तो माना कि आपका वर्कपीस मूव कर रहा है और नोजल स्थिर है और वर्कपीस कुछ इस तरह से मूव कर रहा है जैसा कि आप यहां देख सकते हैं यह एक रिसिप्रोकेटिंग मोशन है तथा वर्कपीस उसी जगह पर है तो उस परिस्थिति में एक पतली ट्यूब कट के नीचे रख दी जाती है तो एब्रेसिव और वाटर कट करने के बाद इसके जरिए चले जाते हैं तो इस तरह से आपने एब्रेसिव वाटर जेट का पाथ देखा तो यह भी इसी तरह से होगा तो आपके पास एक कैचर है जो कि एक बैग है जहां पर आप ऊर्जा को कम करने के लिए अवरोधों को देख सकते हैं तो बैग के अंदर कई सारे अवरोध होंगे जिससे कि यह पानी की वेलोसिटी को कम कर देगा और उसके बाद ही वह बाहर निकल पाएगा तो यह एक अन्य प्रकार का कैचर है और सामान्यतः आप लगभग सभी एब्रेसिव वाटर जेट सिस्टम में इस तरह की चीज देखते हैं जहां पर नोजल मूव करता है और वर्कपीस स्थिर रहता है तो उस केस में आपका एक पूरा वाटर टैंक लगाया जाता है क्योंकि आप पानी को एक वाहक माध्यम की तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसी पानी को आप कैचिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं तो यहां पर वर्कपीस के नीचे एक पानी से भरा हुआ टैंक हमेशा रखा जाता है तो ऐसे वाटर जेट के बचे हुए पानी को इकठ्ठा करने के लिए आपके पास एक फ्लैक्सिबल होज होगा तथा रिजिड ट्यूब होगी भारत में भी कई लोग ऐसे वाटर जेट मशीनिंग का इस्तेमाल करते हैं और यदि आप और जानने के लिए इच्छुक हैं तो आप प्रोफेसर रमेश बाबू से मिल सकते हैं जो कि आईआईटी मद्रास में प्रोफेसर है आप उनकी लैब को देख सकते हैं तो वह क्षेत्र में विशेषज्ञ है साथ ही आईआईटी कानपुर में भी एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग है तो आप उसे भी देख सकते हैं यह वह लैब्स है जो मैंने अपनी जिंदगी में देखी है तो आप यदि क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के लिए या किसी और कार्य से जाते हैं यदि आप पीएचडी स्टूडेंट या फिर एमटेक स्टूडेंट है तो आपको इन आधुनिक क्षेत्र में कार्य करना चाहिए और आप माइक्रो कटिंग और टेक्सटरिंग आदि चीजें कर सकते हैं तो यदि आपको इस प्रकार के मूविंग नोजल तथा स्टेशनरी वर्कपीस पर कार्य करना है तो आपको नीचे एक वाटर टैंक भरा हुआ रखना होगा तो जो भी वाटर जेट आएगा उसे यह कैचकर लेगा और जैसे ही वाटर जेटटैंक में प्रवेश करेगा तो वह खत्म हो जाएगा

आप सभी का धन्यवाद ध्यानपूर्वक सुनने के लिए